हम यहां एक और उदाहरण प्रश्न देखेंगे यह फ्रिक्शन की प्रस्तावना से संबंधित है तो आइए प्रश्न को देखें एक स्फीयर है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल पर 4 और वर्टीकल पर 3 है इस स्फीयर का मास 16 Kg या 160N फोर्स है त्रिज्या 1m है यहाँ एक बाहरी मोमेंट है जो इस स्फीयर पर 144 NM के मैग्नीट्यूड से लागु हो रहा है तो मैं पहले इस प्रश्न को बाहरी मोमेंट के बिना हल करना चाहता हूं यह देखने के लिए कि हम क्या समझते है और फिर हम बाहरी मोमेंट के साथ प्रश्न को हल करेंगे तो आइए सबसे पहले बाहरी मोमेंट के बिना मामले को देखें जो 1मीटर की साइड वाले स्फीयर के एक इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ रोल होने का मामला होना चाहिए तो आइए पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं मेरे पास एक स्फीयर है यह सेंटर ऑफ़ मास है सेंटर ऑफ़ मास से इस पर लागु होने वाला एक वेट 160N है फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक नार्मल रिएक्शन होता है कुछ अज्ञात मैग्नीट्यूड का एक नार्मल रिएक्शन फोर्स N होता है और एक फ्रिक्शन फोर्स F होता है तो यह बिंदु सेंटर ऑफ़ मास है जो एक लीनियर एक्सेलरेशन a और एक एंग्युलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो यह आरेख सभी आवश्यक तत्वों सभी फोर्सेसफ्रिक्शन फोर्स F नार्मल रिएक्शन N बॉडी का वेट और कायनेमेटिक प्रॉपर्टीज एक्सेलरेशन a और एंग्युलर एक्सेलरेशनको दर्शाता है तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें मेरे पास चार अज्ञात N F a और हैं तो आइए हम लॉज़ ऑफ़ कन्ज़र्वेशन ऑफ़ लीनियर मोमेंटम को लिखकर शुरू करें तो सभी फोर्सेस का योग मास गुणित एक्सेलरेशन है तो मैं दो काम करने जा रहा हूं मैं इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत सभी फोर्सेस को लेने जा रहा हूं मैं इस फोर्स बैलेंस को दो अलग अलग कॉम्पोनेन्ट स्तर के बैलेंस के रूप में लिखने जा रहा हूं पहला इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत फोर्स का कॉम्पोनेन्ट है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के अनुदिश फोर्स का कॉम्पोनेन्ट है तो आइए पहले हम इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत इसे करें यदि मैं फिर से इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत ऊपर की तरफ लागु हो रहे सभी फोर्सेस को पॉजिटिव लेता हूं तो केवल नार्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स है और नीचे के कॉम्पोनेन्ट ऑब्जेक्ट के कारण वेट के कारण अर्थात जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की ओर लागु हो रहे है यह वर्टीकल भाग गुणित 160N है जो कि क्रमशः 3 बटा 5 और 160 जो 10 से विभाजित है के बराबर है जो कि बॉडी का मास गुणित 0 है तो इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेन्ट 0 है तो यह मुझे बताता है कि N 160 गुणित 3 बटा 5 के बराबर है जो कि 96N है अब इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ लागु हो रहे सभी फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे है तो यह इंक्लाइंड प्लेन के साथ फोर्स बैलेंस है इंक्लाइंड प्लेन के नीचे या इंक्लाइंड प्लेन के अनुदिश लागु होने वाले फोर्स 160 गुणित 4 बटा 5 हैं जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अनुदिश वेट का कॉम्पोनेन्ट माइनस F है तो फ्रिक्शन फोर्स लागु हो रहा है हम मान रहे है कि यह विपरीत दिशा में लागु हो रहा है तो यह इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ लागु हो रहा है यह मास गुणित एक्सेलरेशन के बराबर है फिर से जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं मान रहा हु कि है तो चलिए इसे सरलीकृत करते हैं तो यह मेरा पहला समीकरण है जो मुझे नार्मल रिएक्शन देता है और यह मेरा दूसरा समीकरण है मैं अभी भी मोमेंट बैलेंस लिख सकता हूं तो इस मामले में मैंनेको क्लॉकवाइस माना है क्योंकि यह इंक्लाइंड प्लेन पर निचे की तरफ रोल कर रहा है तो मैं क्लॉकवाइस दिशा में मोमेंट को पॉजिटिव लूंगा G के सापेक्ष सभी मोमेंट का योगके बराबर है नार्मल रिएक्शन का कोई मोमेंट आर्म नहीं होता है प्लस 160 बॉडी के वेट में कोई मोमेंट आर्म नहीं होता है मोमेंट आर्म वाला एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है और इसका मोमेंट आर्म 1 मीटर है एक स्फीयर के लिए 2 बटा 5 गुणित m है जो कि 160 बटा 10 गुणित है तो यहां से हम प्राप्त करते है कि F 36बटा 5 के बराबर है मैं इसे समीकरण संख्या 3 कहता हूं तो मेरे पास तीन समीकरण हैं लेकिन कुल चार अज्ञात हैं तो यह वह है जहाँ हमें स्फीयर मोशन की काइनेमेटिक अवस्था के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम यह पूछने जा रहे हैं कि इस स्फीयर मोशन की काइनेमेटिक अवस्था क्या है क्या यह पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर स्लिप कर रही है या पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर नो स्लिप है तो इन दोनों में से कौन सा स्फीयर मोशन की काइनेमेटिक अवस्था है यहां से इस पर हमारा दृष्टिकोण निर्भर करेगासमीकरणों के सिस्टम को पूरा करने के लिए चौथा समीकरण जिसकी हमें आवश्यकता हैथोड़ा अलग होगा तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर नो स्लिप मानकर इसे शुरू करूंगा और हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो यदि मेरे पास नो स्लिप की स्थिति है तो स्वतः रूप से इसका मतलब यह है कि मेरे पास कुछ त्रिज्या R का यह स्फीयर है यदि सेंटर ऑफ़ मास का एक्सेलरेशन a और एंग्युलर एक्सेलरेशन है ये दो क्वांटिटीस असंबद्ध नहीं हो सकतीं क्योंकि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर कोई मोशन नहीं होता है इसलिए जब नो स्लिप कंडीशन होती है तो जो इस विशेष मामले के लिए के बराबर होता है 1 स्फीयर की त्रिज्या है तो यह हमें हमारे लिए आवश्यक चौथा समीकरण देता है तो चलिए हम उन्हें लिख लें मैं पहले समीकरण को अनदेखा करने जा रहा हूं क्योंकि वह मुझे सिर्फ यह बता रहा है कि नार्मल रिएक्शन 96N है हम समीकरण 2 3 4 लिखेंगे और उन्हें हल करेंगे

तो हमारे पास तीन चरों में तीन लीनियर समीकरण हैं इसलिए हम उन्हें हल करने में सक्षम होंगे तो मैं 3 और 4 को 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा देखते हैं हमें क्या मिलता है तो यहां से मैं गणना कर सकता हूं कि F क्या होना चाहिए F 32बटा 5 के बराबर है तो यह लगभग 365N है यह फ्रिक्शन की आवश्यक मात्रा है नो स्लिप को प्राप्त करने के लिए यह पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर लागु होने वाला फ्रिक्शन फोर्स है तो मैं इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त करूँगा और कहूंगा यह न्यूनतम मान है या पहले मुझे उस तरह से कहने दें वास्तव में जिस तरह से मैंने इसे कहा था और फिर मैं जो कहने जा रहा था उसे पूरा करूंगा यह नो स्लिप कंडीशन में F का मान है लेकिन आम तौर पर सतहों की एक जोड़ी के बीच इस मामले में मान लीजिये इस स्फीयर और इंक्लाइंड प्लेन के बीच मेरे पासका मान है इसलिए यदि मैं इसे दूसरे तरीके से व्यक्त करू और प्रश्न पूछूं कि नो स्लिप प्राप्त करने के लिए कोएफ़िशिएंट ऑफ़ फ्रिक्शन के किस मान की आवश्यकता है तो यदि मैं यह प्रश्न पूछता हूं तो मुझे जो करना है वह यह है कि मैं इस F कागुणित नार्मल रिएक्शन से संबंध स्थापित करू तो मान लीजिये तो हमने पहले ही नार्मल रिएक्शन N की गणनागुणित 96 के रूप में की है इसलिए यहाँ से मैंप्राप्त कर सकता हूँ याद रखें कि की कोई इकाई नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि नो स्लिप मोशन को बनाए रखने के लिएको 038 से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए जिसे प्योर रोलिंग भी कहा जाता है तो चलिए कुछ विचारात्मक प्रयोग करते हैं मान लीजिएहै तो अगरहै इसका मतलब है किकम से कम 038 है क्रिटिकल मान से अधिक है तो यह इस तरह आवश्यक है कि का मान क्रिटिकल मान से अधिक है इस कंडीशन के तहत यह जो बताता है वह ये है कि मेरे पास नो स्लिप कंडीशन होगी यह पहला अवलोकन है दूसरा अवलोकन यह है कि F का अधिकतम मान जैसा कि हम एलिमेन्ट्री कोलोम्ब फ्रिक्शन मॉडलिंग से जानते हैंहै तो इस मामले में अधिकतम मान है जो कि 48N है तो वास्तव में सतह में A के पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर यह फ्रिक्शन फोर्स F 48N जितना अधिक हो सकता है लेकिन वास्तव में मुझे नो स्लिप बनाए रखने के लिए 48N फोर्स की आवश्यकता नहीं है केवलनो स्लिप बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसका अर्थ है कि भले ही है F का मान 365N होगा और एंग्युलर एक्सेलरेशनजो भी हमें इस संख्या से मिलता है उतना होगा चलिए मैं इसकी गणना करता हु यह लगभग है इसलिए अगर मैं अब इस मामले में को 05 लेता हूं तो मुझे वास्तव में नो स्लिप कंडीशन को बरकरार रखने के लिए केवल 365N की आवश्यकता होगी और पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स भले ही 48N जितना अधिक हो हम इसका मान केवल 365N लेंगे और होगा अब मान लीजिए है तो क्या होता है तो आप पहला निष्कर्ष जो निकाल सकते हैं वह यह है कि कोलोम्ब फ्रिक्शन कोएफ़िशिएंट के क्रिटिकल मान से कम है जो नो स्लिप बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसका अर्थ है कि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर मेरे पास स्लिप होगी जिसका अर्थ है कि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर स्फीयर स्लिप करेगा तो इसका अर्थ अब यह है कि मैं यह नहीं कह सकता किहै यह पहली बात है जो आपको पता चलती है इसका मतलब है कि मैंने अपने समीकरण 4 के लिए जो लिखा था वह अब गलत है और मुझे इसे किसी अन्य चीज़ से बदलना होगा लेकिन मुझे जो पता है वहहै जो केवल 192N हैहै लेकिन मुझे नो स्लिप बरक़रार रखने के लिए पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर 365N फोर्स की आवश्यकता है स्पष्ट रूप से जो हमारे पास नहीं है तो वास्तविक रूप से इन दो सतहों स्फीयर और इंक्लाइंड प्लेन के बीच पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं है जिसका अर्थ है कि हमारे पास स्लिप की कंडीशन होगी जिसका अर्थ यह भी है कि प्रश्न में फ्री बॉडी डायग्राम में F संभव अधिकतम मान के बराबर होगा इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन को कम करने की पूरी कोशिश करता है तो यह पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन का उद्देश्य है तो पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को कम करने का कार्य करता है यह अपना अधिकतम फोर्स लगाने जा रहा है जो इस मामले में 192N है और यदि वह फोर्स स्लिप लाने में असमर्थ है तो वास्तव में पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन 0 है तो यह अधिकतम संभव फोर्स लगाना जारी रखता है तो अब थोड़ा पीछे जाते है और अपने तीन समीकरणों को फिर से लिखते हैं जो हमारे पास थे मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा हमने जो पाया वह यह है कि यह अब हमारे समीकरण 4 के लिए सही नहीं है हम इसे बदल देंगे समीकरणों के सिस्टम को पूरा करने के लिए हमें अभी भी एक समीकरण की आवश्यकता है तो तो अब हम पाते हैं कि मेरे पास तीन अज्ञात हैं F a औरऔर तीन समीकरण ठीक है तो अब यह मेरा चौथा समीकरण है चौथा समीकरण जो सही है अगर मैं इन तीन समीकरणों को हल कर सकता हूं तो अबहै तो जिसका अर्थ है है समीकरण संख्या 3 अभी भी मान्य है

तो तो बस यह समझने के लिए कि यह किस तरह से व्यवहार करने वाला है यहाँ यह बिंदु के साथ मूव कर रहा है और यह के साथ रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर स्फीयर पीछे की ओर मूव कर रहा है यदि आप बिंदु G की कल्पना करेंगे तो बिंदु Gके साथ नीचे की दिशा में मूव कर रहा है और G के सन्दर्भ में G द्वारा देखे गए A का एक्सेलरेशन माइनस 3 गुणित 1 है इसका मतलब है लॉ ऑफ़ रिलेटिव मोशन का उपयोग करते हुए बिंदु A का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन वह है जो बिंदु A पर है जो कि स्फीयर साइड में पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट है जो के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है गेंद नीचे मूव करने की कोशिश कर रही है यह पूरी तरह से स्लाइड नहीं कर रही है लेकिन वास्तव में जब ये स्लाइड कर रही होती है तो इसे जितना रोल करने की आवश्यकता है यह उससे कम रोल कर रही है तो नेट मोशन वह है जो पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट जहां स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन को टच करता है वास्तव में इंक्लाइंड प्लेन को नीचे की ओर स्क्रैच कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रिक्शन उस बिंदु को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है वह ऊपर की ओर लागु हो रहा है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है तो यह स्लाइडिंग का मामला है पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर स्फीयर के नेट स्लाइडिंग मोशन का मामला है तो अब हम अपने प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और मामले को इस पर लागु हो रहे मोमेंट के साथ देखते हैं आइए प्रश्न के शीर्ष पर वापस जाएं 144Nm का एक अतिरिक्त मोमेंट है जो इस पर लागु हो रहा है और अब यदि आप यहां ध्यान दें तो हमें बताया गया है कि या है देखते हैं कि यह कैसा दिखता है तो यहाँ एक नेट मोमेंट हैयहाँ एक बाहरी मोमेंट है तो यदि आप इसे कार के आगे के पहिये के रूप में सोचते हैं तो कार का अगला पहिया परिचालित पहिया है तो एक एक्सल है जो टायर को चलाने की कोशिश कर रहा है और वह इंजन टॉर्क 144 Nm का नेट मोमेंट बनाता है आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं यहाँ एक वेट है जो 160N है और हमें जो ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और हमें जो बताया जाता है वह यह है कि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर दो संभावनाएं हैं आइए इस पहली और इस दूसरी संभावना को देखे तो यहाँ सार यह है कि अगर मुझे बताया जाए कि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कोएफ़िशिएंट क्या है यह 12 या 18 है यह जानकारी शुरू से ही किसी काम की नहीं है मुझे यह जानने की जरूरत है कि सिलिंडर या स्फीयर या ऑब्जेक्ट स्लिप हो रहा है या स्लिप नहीं हो रहा है यह काइनेमेटिक स्थिति है यह काइनेमेटिक से संबंधित प्रश्न है जिसका मुझे पहले उत्तर देना है तो रोलिंग मोशन या स्लाइडिंग मोशन के प्रश्न को हल करने का तरीका यह है कि पहले मान ले कि नो स्लिप है नो स्लिप को बरक़रार रखने के लिए आवश्यक फ्रिक्शन के क्रिटिकल मान की गणना करें और फिर फ्रिक्शन के क्रिटिकल मान की तुलना फ्रिक्शन कोएफ़िशिएंट के वास्तविक मान से करें जो आपको प्रश्न में दिया गया है तो चलिए ऐसा करते हैं तो पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और हम इसे नो स्लिप मान कर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो कि हमारा पहला कदम है ठीक है यह हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है यह एक लीनियर एक्सेलरेशन a और एक एंग्युलर एक्सेलरेशनहै तो हम उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं असल में मैं इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत वर्टीकल फोर्स बैलेंस करने जा रहा हूं जिसके अनुसार जो बदला नहीं है हम नीचे की ओर लागु हो रहे फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की दिशा में एक फोर्स बैलेंस करेंगे तो तो यह भी नहीं बदला है तो मैं इसे बताने जा रहा हूं यह मेरा 1 है यह मेरा संशोधित 2 है तीसरा भाग अलग होने जा रहा है क्योंकि वहां मैं क्लॉकवाइस मोमेंट को पॉजिटिव मानने जा रहा हूं एकमात्र फोर्स जो एक मोमेंट का कारण बनता है वह फ्रिक्शन फोर्स होता है और जिसका मोमेंट आर्म 1 है प्लस एक अतिरिक्त बाहरी मोमेंट है जिसका मान स्वयं 144 Nm है तो मोमेंट्स का योग के बराबर है तो पहला मोमेंट फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है दूसरा मोमेंट बाहरी मोमेंट है यह 25 गुणितके बराबर होता है M 160 बटा 10 है गुणित R का वर्ग गुणित यह मेरा संशोधित समीकरण 3 है और संशोधित समीकरण 4 है जो नो स्लिप से प्राप्त हुआ है जिसका अर्थ है तो यह मेरा संशोधित समीकरण 4 है मैं 3 को सरलीकृत करता हु तो यह है तो आइए अब इसके लिए इन तीन समीकरणों को हल करें अगर मैं 3 और 4 को 2 में प्रतिस्थापित कर दूं तो मैं 3 से जानता हूंहै तो 2 सेहोगा तो इसके अनुसार है तो हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि यह तब है यदि इसमें नो स्लिप हैलेकिन F का मान जिसमे मुझे वास्तव में दिलचस्पी है वह है तो यह आवश्यक फ्रिक्शन लगभग माइनस 662 N है तो इन स्थितियों के तहत हम मानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लागु हो रहा है फ्री बॉडी डायग्राम को देखें F का मान अब निगेटिव आया है जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ लागु नहीं हो रहा है यह वास्तव में इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ लागु हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 662 N है तो मैं अगला प्रश्न पूछता हूं नो स्लिप मोशन को बरक़रार रखने के लिएका क्रिटिकल मान क्या है इसका उत्तरकी तुलना करके प्राप्त किया जाता है इसका मतलब है यह 662N है मैं साइन कन्वेंशन को अनदेखा कर सकता हूं क्योंकि किसी भी स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स जिस भी दिशा में लागु हो रहा हैकी गणना उससे स्वतंत्र होगी तो हम केवल फ्रिक्शन फोर्स के मॉड्युलस कोगुणित N के बराबर ले सकते हैं जिसका अर्थ है किका मान 662 बटा 96 होना चाहिए तो इसका मान 069 होना चाहिएका मान 069 होना चाहिए इससे पहले कि हम नो स्लिप कंडीशन को देखें यह नो स्लिप मोशन को बरक़रार रखने के लिएका क्रिटिकल मान है इससे कुछ भी कम के लिए हमें वह करना होगा जो हमने पहले बिना बाहरी मोमेंट के स्फीयर के लिए किया था यानी मैं नहीं मान सकता मुझेमानना होगा लेकिन F अधिकतम मान के बराबर है इसलिए अगर मुझे पता है किआधा है तो फ्रिक्शन फोर्स का अधिकतम मान 12 गुणित 96 संभव है जो कि केवल 48 N है लेकिन नो स्लिप मोशन बरक़रार रखने के लिए मुझे वास्तव में 66 N की आवश्यकता है तो रिलेटिव मोशन को स्थिर अवस्था में लाने के लिए सतह स्फीयर पर अधिकतम संभव फोर्स लगाएगी यह अभी भी असफल होगी जिसका अर्थ है कि F 48 N के बराबर होगा न कि 662N के बराबर तो चौथे समीकरण जिसमे हमनेकहा था उसे चौथे समीकरण के सही संस्करण के साथ बदलें जो कि F 48N है और मोशन के लिए इसे हल करें तो चलिए उस हिस्से को पूरा करते हैं तोके लिए हमें स्पष्ट होना चाहिए किहै जिसका अर्थ है कि स्फीयर के स्लिप होने की संभावना है तो अब हमारे पास जो है वह ये है कि मैं चार समीकरणों को एक बार फिर से लिखूंगा सिवाय चौथे समीकरण के जो कि गलत है

इसके बजाय हमारे पास है तो यदि F 48 N के बराबर है तो समीकरण 2 सेहोगा हम यह भी जानते हैं कि है तो ध्यान दें यदिहैं और यदिहैं तो यह एंग्युलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे मूव होगा जो कि के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि इस विशेष मामले के लिएहै जिसका अर्थ है कि यह स्लिप हो रहा है और इसलिए नो स्लिप कंडीशन में जितनी अनुमति है सिलिंडर उससे अधीक तेजी से स्पिन हो रहा है तो आइए देखें कि पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर काइनेमेटिक स्थिति कैसी दिखेगी

तो पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर यह स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की ओर मूव कर रहा है क्योंकि नो स्लिप कंडीशन जितनी अनुमति देता है यह उससे अधिक तेज़ी से स्पिन कर रहा है और यही कारण है कि फ्रिक्शन अब नीचे की ओर लागु हो रहा है तो यह 48 N फ्रिक्शन फोर्स हैजो इंक्लाइंड प्लेन पर लागु हो रहा अधिकतम संभव फ्रिक्शन फोर्स है यह इस मोशन को कम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह रिलेटिव मोशन को स्थिर अवस्था में लाने या इसे यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स वास्तव में 48N के फुल मैग्नीट्यूड से लागु होता है लेकिन यह अभी भी रिलेटिव मोशन को 0 पर लाने में असमर्थ है इसका सार यह है कि मैं चाहता हूं कि आप फ्रिक्शन की क्रिया को समझे फ्रिक्शन किसी भी बिंदु पर सामान्यतः मोशन का विरोध नहीं कर रहा है यह सेंटर ऑफ़ मास के मोशन का विरोध नहीं कर रहा है तो वास्तव में इस विशेष समस्या में फ्रिक्शन 48 N के मैग्नीट्यूड से नीचे की तरफ लागु हो रहा है और सिलिंडर भीके एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वास्तव में फ्रिक्शन फोर्स निश्चित रूप से इस मामले में स्फीयर के वेट के साथ ही फॉरवर्ड एक्सेलरेशन प्रदान करने के लिए ट्रैक्शन प्रदान कर रहा है लेकिन इस स्फीयर के वेट के बिना भी यह स्फीयर नीचे की ओर मूव करेगा प्लेन से नीचे की ओर जाएगा क्योंकि आपके पास टार्क है जो एक ट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न कर रहा है तोवास्तव में इस मामले में फ्रिक्शन फॉरवर्ड मोशन के कारणों में से एक है तो फ्रिक्शन सामान्य रूप से सेंटर ऑफ़ मास के मोशन का विरोध नहीं करता है यह केवल पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन का विरोध करता है और पॉइंट ऑफ़ कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन को 0 के करीब लाने की कोशिश करता है तो मुझे आशा है कि इसने फ्रिक्शन के महत्व और भौतिक उपयोग को चित्रित किया इसने आपको एक भौतिक अनुभव दिया कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है अब दूसरे मान के लिए प्रश्न विवरण में वही गणना प्रस्तावित थी जैसा कि आप देखेंगे कि 18 भी क्रिटिकल मान से कम है और मैं चाहूंगा कि आप इसे अभ्यासकार्य के रूप में लें और इसे पूरा करें धन्यवाद